इस पाठ में हम प्रतिरोधक नेटवर्क में पारस्परिकता के निहितार्थों पर विचार करेंगें हमने पारस्परिकता को बताया और इसे दो पोर्ट मापदंडों के संदर्भ में व्युत्पन्न भी किया लेकिन दो पोर्ट मापदंड वास्तव में कुछ निश्चित कंडीसंस के तहत कुछ विद्युत राशि का कुछ अन्य विद्युत राशि से अनुपात को संदर्भित करते है हम किसी विशेष दो पोर्ट मापदंड सेट के बारे में बात किए बिना भी पारस्परिकता के बारे में बात कर सकते है तो इस पाठ में हम देखेंगें कि दो पोर्ट मापदंडों में से प्रत्येक के संदर्भ में पारस्परिकता क्या है और यह भी कि ये कैसे उपयोगी है तो आइए हम पहले y मापदंड लेते है पारस्परिकता कहती है कि y 1 2 y 2 1 इसलिए यदि मेरे पास एक प्रतिरोधक नेटवर्क और दो पोर्ट है तो इसका क्या अर्थ है माना मैं V 1 को पहली तरफ जोड़ता हूं और दूसरी तरफ को शॉर्ट परिपथ करता हूँ यहां विद्युत धारा होगी परिभाषा y 2 1 × V 1 और दूसरी तरफ अगर मैं V 2 को दूसरे पोर्ट से जोड़ता हूं पहले पोर्ट को शॉर्ट परिपथ करता हूँ तो यहां विद्युत धारा होगी I 1 हैट जोकि है y 1 2 × V 2 हैट और वैसे मुझे इस विद्युत धारा को I 2 के रूप में परिभाषित करने दें तो इस रूप में y मापदंडों के संदर्भ में यह कहता है कि एक पोर्ट में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा का लागू वोल्टेज से अनुपात पोर्ट एक में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा का दूसरे पोर्ट में लागू वोल्टेज से अनुपात के समान होता है तो यह इसका तात्पर्य है कि पोर्ट दो में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा पोर्ट एक पर लागू होने वाले वोल्टेज के अनुपात में है यह y 2 1 है होगा I 1 हैट V 2 हैट मैं जिस कारण की ओर इशारा कर रहा हूं कि यह कैसे अलग है जो आप माप रहे है और अलग अलग परिस्थितियों में होने के अनुसार दो पोर्ट मापदंडों के निहितार्थ भी अलग अलग होते है आपके पास अनुपात होगा वोल्टेजों या विद्युत धाराओं या खुले परिपथ के पार वोल्टेजों और शॉर्ट परिपथ में विद्युत धाराओं का और इसी प्रकार क्रमशः तो आपको उन सभी स्थितियों के लिए पारस्परिकता का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए पारस्परिकता का अर्थ है पोर्ट दो में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा का पोर्ट एक पर लागू वोल्टेज से अनुपात पोर्ट एक में शॉर्ट परिपथ विद्युत धारा का पोर्ट दो पर लागू वोल्टेज से अनुपात अब यह निश्चित रूप से विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक नेटवर्क के लिए सत्य है तो शॉर्ट परिपथ विद्युत धाराओं के संदर्भ में यह पारस्परिकता का एक विशेष कथन है अब इसी प्रकार माना z मापदंडों के संदर्भ में इसका जो अर्थ है जो z 1 2 z 2 1 है इसलिए जब आप z 2 1 को माप रहे हों तो आप एक विद्युत धारा को पोर्ट एक पर लागू करेंगें और पोर्ट दो पर खुला परिपथ वोल्टेज को मापेंगें और जब आप z 1 2 को माप रहे है आप विद्युत धारा को पोर्ट दो पर लागू करते है और पोर्ट एक पर खुला परिपथ वोल्टेज को मापते है और यह कथन कि हमारी पारस्परिकता का अर्थ है वह V 2 I 1 V 1 हैट I 2 हैट तो यहां पर खुला परिपथ वोल्टेज का लागू की गयी विद्युत धारा से अनुपात समान है चाहे आपने पोर्ट एक पर विद्युत धारा लगाई हो और पोर्ट दो पर वोल्टेज को मापा हो या आपने पोर्ट दो पर विद्युत धारा लगाई हो और पोर्ट एक पर विद्युत धारा को मापा हो यदि हम इसे h मापदंडों के साथ करते है आपके पास h 1 2 बराबर h 2 1 होगा और यह मेरा प्रतिरोधक दो पोर्ट है जब आप h 2 1 को माप रहे है तो आप एक विद्युत धारा की तरह लागू करेंगें दो पोर्ट एक शॉर्ट परिपथ के साथ पोर्ट दो को टर्मिनेट करेंगें और विद्युत धारा को पोर्ट दो में मापेंगें और जब आप h 1 2 को माप रहे है तो पोर्ट दो पर एक वोल्टेज लागू करेंगें और पोर्ट एक के पार एक खुला परिपथ होता है और उस खुले परिपथ के पार वोल्टेज को मापते है यह बेशक कहता है कि I 2 I 1 V 1 हैट V 2 हैट है तो मूल रूप से पुनः पोर्ट एक से पोर्ट दो तक की विद्युत धारा जो है दिया गया पोर्ट यह पोर्ट दो से पोर्ट एक में प्राप्त वोल्टेज का ऋणात्मक है इसलिए आपको यह ऋणात्मक साइन मिलता है यदि आप विद्युत धाराओं की दिशा को चुनते है तो मैं यहां दिखाता हूं कि I आपने विद्युत धारा को विपरीत दिशा में होने के लिए चुना था आप उसे प्राप्त करना चाहते है लेकिन हम हमेशा दो पोर्ट मापदंड की परिभाषाओं के अनुरूप विद्युत धारा की दिशा को चुनते है तो हमें यह मिलेगा I 2 I 1 2 होने को V 1 हैट V 2 हैट g मापदंड हमारे पास बिल्कुल वही चीज है g 1 2 है g 2 1 और मेरे पास मेरे दो पोर्ट है जब मैं g 2 1 को मापता हूं तो मैं पोर्ट एक पर वोल्टेज लागू करता हूं और पोर्ट दो के पार खुले परिपथ वोल्टेज को मापता हूं और जब मैं g 1 2 को मापता हूं तो मैं पोर्ट दो पर एक विद्युत धारा को लागू करूंगा और शॉर्ट परिपथ विद्युत धाराओं को पोर्ट एक के माध्यम से मापूंगा और इसका तात्पर्य यह है कि पोर्ट एक से पोर्ट दो तक का वोल्टेज गेन और इस वोल्टेज गेन को एक खुला परिपथ टर्मिनेशन के साथ मापा जाता है पोर्ट दो से पोर्ट एक तक के विद्युत धारा गेन का ऋणात्मक जिसे निश्चित रूप से शॉर्ट परिपथ टर्मिनेशन के साथ मापा जाता है ये सभी हमारे द्वारा परिभाषित दो पोर्ट मापदंडों के संदर्भ में निहितार्थ पारस्परिकता है लेकिन पारस्परिकता का मुख्य उपयोग यह है कि मान लीजिए कि आप पहले से ही कुछ परिणाम जानते है विशेष स्रोत के साथ तो मान लें कि नेटवर्क और इसमें प्रतिरोधक शामिल है और मान लें कि मेरे पास एकल स्वतंत्र स्रोत है कहीं पर मैं इस पर वोल्टेज स्रोत के रूप में विचार करूंगा मान लीजिए कि आप पहले से ही इस मामले के लिए हल कर चुके है अर्थात् मुझे पता है कि अगर मैं इन दो नोडों के बीच V 1 लागू करता हूं तो मुझे विशेष रूप से V 2 मिलता है पारस्परिकता प्रमेय क्या करने में सक्षम बनाती है है मान लें कि आपके पास वैकल्पिक परिदृश्य है जहां उदाहरण के लिए मुझे नोड a नोड b कहने दें और नोड a के बीच वहां एक प्रतिरोधक है तो मान लें कि हमारे पास वैकल्पिक परिदृश्य है जहां वोल्टेज स्रोत V 1 परिपथ के लिए और नोडों a और b के बीच फिर से चलता है हमारे पास श्रृंखला में प्रतिरोध है जिसके साथ हमारे पास वोल्टेज स्रोत है मुझे उसे V 2 हैट कहने दें अब मुझे पहले से ही परिणाम पता है एक V 1 लागू होता है कुछ V 2 a और b के पार दिखाई देता है और जाहिर है आप भी इस विद्युत धारा को जानते है जो प्रतिरोधक से होकर बहती है तो अब मान लें कि आपके पास परिदृश्य या एक वैकल्पिक परिदृश्य है जहां अभी भी एक शॉर्ट परिपथ है वोल्टेज स्रोत था और a और b के बीच मेरे पास समानांतर में एक विद्युत धारा स्रोत है मुझे I 2 हैट कहने दें और मैं जानना चाहता हूं कि यह कितनी विद्युत धारा है यह I 1 हैट यहां पर या I 1 हैट इस मामले में मुझे फिर से परिपथ के लिए हल करने की आवश्यकता नहीं है मैं इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस एक से पारस्परिकता का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि पहले मामले में अनिवार्य रूप से मैं जो कर रहा हूं है मैं परिभाषित कर रहा हूं मान लें कि यह है पोर्ट एक और यह लिंक यहां है पोर्ट दो तो पोर्ट के शॉर्ट परिपथ होने पर और इस विद्युत धारा के साथ के मामले के रूप में आप मूल मामले के बारे में सोच सकते है मैंने इसे चिह्नित किया है वास्तव में विद्युत धारा पोर्ट दो मैंने इसे प्रतिरोधक के ऊपर चिह्नित किया है लेकिन अब दो पोर्ट का प्रतिरोधक भाग यह वास्तव में पोर्ट विद्युत धारा है तो अब स्पष्ट रूप से यह V 2 हैट वहां पर दूसरे पोर्ट पर लागू होता है और पहला पोर्ट शॉर्ट परिपथ है पर तो I 1 हैट मैं बिना कोई और गणना किए पता लगा सकता हूं कि समान है V 2 हैट × यहां हैट के अनुपात के जोकि है I V 1 I V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि y 2 1 होगा इसके साथ पहले पोर्ट के रूप में और वह दूसरे पोर्ट के रूप में इसी प्रकार इस मामले में मैं इस मामले को मूल मामले से जोड़ सकता हूं दो पोर्ट के रूप में कुछ और परिभाषित करके मुझे इसे पोर्ट एक कहने दें जोकि पहले जैसा ही है और अब मैं इसे कहूँगा नोड a और b के बीच दूसरे पोर्ट दो को परिभाषित करूंगा तो अब यदि आप ऐसा करते है तो हम देख सकते है कि मूल रूप से ये V 2 V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि g 2 1 है यह पोर्ट दो खुला परिपथ है यहाँ पर वहां कुछ भी नहीं जुड़ा है और अब यह पोर्ट एक जोकि शॉर्ट परिपथ है और यह है पोर्ट दो जिस पर यह विद्युत धारा I 2 हैट को लगाया जाता है इसलिए फिर से g मापदंडों के संदर्भ में पारस्परिकता का उपयोग करके मैं पता लगा सकता हूं I 1 हैट और I 1 हैट होगी I 2 हैट का ऋणात्मक × V 2 V 1 यह ऋणात्मक साइन आता है क्योंकि g 1 2 g 2 1 है और यह V 2 V 1 यहाँ और कुछ भी नहीं बल्कि इन दो पोर्टों के बीच g 2 1 है नीले रंग में दिखाया गया है और यहाँ मुझे जो चाहिए है g 1 2 जो और कुछ भी नहीं बल्कि g 2 1 का ऋणात्मक है तो यह पारस्परिकता प्रमेय का पॉइंट है हमें किसी चीज के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जोकि दो पोर्ट नेटवर्क पर परिभाषित किया हो आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि आप यहां वोल्टेज लगाते है और वहां आपको कुछ और मिलता है और दूसरे मामले में वोल्टेज इस तरफ लागू होता है और उस तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिखाई देती है आप पारस्परिकता का उपयोग कर सकते है दो पोर्ट पर अपना परिभाषित करके मामले में और जो विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है तो मान लीजिए कि हमारे पास ये दो पॉइंट है और वोल्टेज को माप रहे है और फिर हमारे पास इस परिपथ में केवल प्रतिरोधक है मान लें कि हमारे पास बहुत सारे स्रोत जुड़ें है विद्युत धारा स्रोत और वोल्टेज स्रोत दोनों मान लें कि यह परिपथ है हमारे पास कई स्रोत है और हमारे पास है आउटपुट अब आपको आउटपुट में इन सभी चीजों के योगदान का पता लगाने की आवश्यकता है तो मुझे इसे कहने दें V 2 V 3 V 4 V 5 तो अब हमें इन सभी स्रोतों से इस V x का पता लगाना होगा अब कुछ × इस समस्या को आसान बना सकते है और महसूस कर सकते है कि I 1 से इसमें स्थानांतरण यहां तक कि ये सभी अन्य स्रोत भी वही होंगें जो इस पॉइंट से उस तक और इसी तरह क्रमशः होंगें तो अब हम यह V x स्पष्ट रूप से इन सभी स्रोतों का रैखिक संयोजन है तो मुझे उसे कहने दें k 1 × I 1 k 2 × I 2 k 3 × V 3 k 4 × V 4 k 5 × V 5 स्वाभाविक रूप से क्योंकि यह वोल्टेज है और ये दोनों विद्युत धाराएं हैं k 1 और k 2 में प्रतिरोध का आयाम होगा और k 3 k 4 k5 आयाम रहित स्थिरांक होंगें अब हम इस तरह की स्थिति में पारस्परिकता का उपयोग कैसे करते है हम जो करते है है कि हम इन सभी स्रोतों को निष्क्रिय कर देते है अर्थात् सभी वोल्टेज स्त्रोतों को शॉर्ट परिपथ करते है और हम सभी विद्युत धारा स्त्रोतों को खुला परिपथ करते है मुझे इसे परिभाषित करने दें यह है I 3 हैट I 4 हैट I 5 हैट और यह V 1 और यह V 2 है ये दिशाएं उस दो पोर्ट कन्वेंशन के अनुरूप है कि मैंने पहले से ही विद्युत धारा स्रोतों और वोल्टेज स्रोतों का उपयोग किया है जो कि एक तात्पर्य पर है अब क्योंकि मूल परिपथ में यह खुले परिपथ में टर्मिनेट होता है मैं एक विद्युत धारा स्रोत ix हैट लागू करूंगा और विश्लेषण करूंगा अब इसका फायदा यह है कि हमारे पास विश्लेषण में एक ही स्रोत है और यह अब करना कई × गुना आसान है दिया गया है I 1 हैट होगी k 1 × I x हैट यह V 2 हैट होगी k 2 × I x हैट और यह I 3 हैट होगी k 3 × I x हैट यह I 4 हैट होगी k 4 I x हैट और I 5 हैट होगी k 5 × I x हैट मैंने जो किया था वह पहले इसे और उसे दो पोर्ट के रूप में मानता था और z मापदंड संस्करण का उपयोग करता था फिर यह और वह दो पोर्ट के रूप में z मापदंड संस्करण के लिए उपयोग करते थे फिर यह और वह दो पोर्ट के रूप में और g मापदंड संस्करण का उपयोग करते है और क्रमशः इसी प्रकार तो मुझे ये अनुपात मिलते है पॉइंट है एकल स्रोत के साथ परिपथ का विश्लेषण कर रहा है मुझे रैखिक संयोजन k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 के ये गुणांक मिलते है तो कुछ परिस्थितियों में पारस्परिकता का उपयोग करने का यह लाभ है अब यह पता चला है कि विशेष रूप से परिपथ विश्लेषण में हमारे पास कुछ है जिसे नॉइज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक सामान्य रूप से परिपथ में कोई भी घटक नॉइज करता है और आपको प्रत्येक नॉइज स्रोत से आउटपुट में ट्रांसफर फंक्शन की गणना करने की आवश्यकता होती है और उसे गुणा करें वास्तविक नॉइज आउटपुट नॉइज को खोजने के लिए बनाया जाएगा अब इस मामले में यह निकल कर आता है विशेष रूप से सरल कि पूरी तस्वीर को बदलने के लिए आउटपुट पर एक उद्दीपन लागू करें और पता करें कि प्रत्येक प्रतिरोधक के स्थान पर क्या दिखाई देता है जोकि ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए जोकि प्रतिरोधक से आउटपुट के ट्रांसफर फंक्शन के समान ही है और इस पारस्परिकता का उपयोग करके सिम्युलेटर फंक्संस के रूप में नॉइज की गणना बहुत आसानी से करने में सक्षम है तो यही इसका अनुप्रयोग है